सभी का स्वागत है तो अब हम गतिविधि आधारित लागत सीखने की प्रक्रिया में हैं पिछली कक्षाओं में मैंने आपके साथ एबीसी की अवधारणाओं पर चर्चा की और यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि कैसे एबीसी उत्पादन की कुल लागत की गणना करते समय और फिर विक्रय मूल्य तय करते समय अवशोषण या कुल लागत प्रणाली से बेहतर है इसलिए हमने सैद्धांतिक रूप से देखा है कि क्या प्रमुख अंतर है और कैसे उत्पादों की अधिलागत और कम लागत की समस्या का हल किया जा सकता है और अगर हम अवशोषण लागत प्रणाली से एबीसी में जाते हैं तो उस मामले में मुझे लगता है कि यह कंपनियों के लिए अपने उत्पादों की सही लागत और कीमत निर्धारित करने के लिए एक बेहतर विकल्प होगा लेकिन इस प्रणाली की जो कमी मैंने आपको बताई है वह यह है कि यह अत्यधिक महंगी है इसलिए इस प्रणाली को लागू करने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थिर व्यय बहुत अधिक हैं और उत्पादों में पूरी विविधता है वे 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं 1 या 2 उत्पादों से अधिक का अर्थ है कि वे 3 4 5 उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं तब एबीसी लागू करने योग्य है अब इस वैचारिक चर्चा और एबीसी के बारे में बुनियादी शिक्षा के बाद अब आज इस कक्षा में और अगली कक्षा में भी हम एक केस की चर्चा करेंगे जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि कैसे एबीसी कुल लागत प्रणाली के सापेक्ष्तः उत्पादन की वास्तविक लागत की गणना करने में हमारी मदद करता है और उन दोनों तकनीकों के बीच मुख्य अंतर क्या है सही है इसलिए यदि आप इन अंतरों के बारे में बात करते हैं और आप इसके बारे में सीखना चाहते हैं कृपया इस पहले केस को ध्यान से समझें और उसके बाद जब मैं इसे हल करता हूं तो आपको इसे ध्यान से समझना होगा कि मैंने इसे कैसे हल किया है वो कौन से महत्वपूर्ण विचार हैं जो मेरे मन में आए बता दें यह केस रिलायंस आनुषंगीक ऑटोमोटिव कंपोनेंट आपूर्तिकर्ता का है यह आपूर्तिकर्ता एक आनुषंगीक इकाई है जो मारुति उद्योग लिमिटेड को अपने कल पुर्जेआगत की आपूर्ति कर रही है और मारुति उद्योग उनके उत्पादों का अंतिम उपयोगकर्ता है इसलिए वे केवल कहें कि वे विभिन्न उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं लेकिन सिर्फ एक उत्पाद जिसका वे मारुति को आपूर्ति कर रहे हैं और इस कंपनी की लागत प्रणाली में कुछ समस्या है इस रिलायंस आनुषंगीक की और कुल लागत प्रणाली से वे जो भी लागत की गणना कर रहे हैं वह मूलतः सही लागत नहीं है वह वास्तविक लागत की तुलना में बहुत कम है इसलिए हमें अब यह समझना होगा कि वर्तमान में वे कैसे लागत की गणना कर रहे हैं और सही लागत की गणना कैसे की जा सकती है ठीक है इसलिए यदि आप लागत की गणना के बारे में बात करते हैं जिसकी यहाँ गणना की जा रही है इस केस में पूरा विवरण दिया हुआ है पहले हम इस केस को ध्यान से समझेंगे और फिर हम इसे हल करेंगे तो रिलायंस आनुषंगीक एक मोटर वाहन घटक आपूर्तिकर्ता है गियर वायर के उत्पादन बढ़ाने पर विचार करने के लिए मारुति उद्योग द्वारा कंपनी से संपर्क किया गया है वे प्रति वर्ष 2000 इकाइयों तक इसका निर्माण और आपूर्ति कर रहे हैं यह एक कम मात्रा वाला और जटिल उत्पाद है जिसका सकल मार्जिन ज्यादा है और जो प्रस्तावित प्रति इकाई मूल्य 7 रु 50 पैसे पर आधारित है प्रति इकाई कीमत जिस पर रिलायंस आनुषंगीक मारुती को बेच रही है वह 7 रु 50 पैसे है रिलायंस आनुषंगीक एक पारंपरिक लागत प्रणाली का उपयोग करती है यानि अवशोषण या कुल लागत प्रणाली है जो अप्रत्यक्ष विनिर्माण लागत को प्रत्यक्ष श्रम लागत के आधार पर आवंटित करता है मैंने आपको अनेक बार बताया कि उपरिव्यय अप्रत्यक्ष उपरिव्यय लागत या स्थिर लागत जो कि मोटे तौर पर या तो सामग्री के आधार पर या श्रम के आधार पर आवंटित की जाती है प्रत्यक्ष रूप से नहीं क्योंकि अन्य कोई आधार नहीं है अतः इस मामले में वे इसे अप्रत्यक्ष लागत या स्थिर उपरिव्यय को प्रत्यक्ष श्रम के आधार पर आवंटित कर रहे हैं अप्रत्यक्ष विनिर्माण लागत को आवंटित करने के लिए वर्तमान में उपयोग की जाने वाली दर प्रत्यक्ष श्रम लागत का 400 प्रतिशत है यदि प्रत्यक्ष श्रम लागत 1 रु है तो उपरिव्यय लागत 4 रु है तो इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि स्थिर लागत बहुत अधिक है और अप्रत्यक्ष लागत बहुत अधिक है अतः इस फर्म में एबीसी को लागू करने की पहली शर्त पूरी होती है कि हाँ वे कई उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं यानि विविधता भी है और लागत अप्रत्यक्ष लागत भी बहुत अधिक है अप्रत्यक्ष विनिर्माण लागत को आवंटित करने के लिए वर्तमान में उपयोग की जाने वाली दर प्रत्यक्ष श्रम लागत का 400 प्रतिशत है ठीक है यह दर कारखाने की वार्षिक उपरिव्यय 3300000 रूपए भाग वार्षिक प्रत्यक्ष श्रम लागत जो की 825000 रूपए है पर आधारित है तो इसका मतलब है कि यहां कुल लागत कितनी है कुल का मतलब कुल उपरिव्यय लागत 3300000 है कारखाने का वार्षिक उपरिव्यय ३३ लाख रूपए और इन्हें किससे विभाजित करना है यानि श्रम लागत से यहां श्रम लागत कितनी है वार्षिक श्रम लागत 825000 है तो उपरिव्यय स्वतः वार्षिक श्रम लागत का 4 गुना है उत्पाद की 2000 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए प्रत्यक्ष सामग्री की 5000 इकाइयों की आवश्यकता होती है और 1000 क्षमा करें उत्पाद की 2000 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए प्रत्यक्ष सामग्री की 5000 इकाइयों की आवश्यकता होती है और 1000 रूपए की प्रत्यक्ष श्रम की तो सामग्री लागत 5000 रु है श्रम लागत 1000 रु है और फिर उपरिव्यय का श्रम से अनुपात 4 गुणा है तो इसका मतलब है कि कुल आवंटन पर निर्भर करता है क्योंकि ये 3300000 वे समस्त फर्म सभी उत्पादों जिनका वे निर्माण कर रहे हैं पर खर्च कर रहे हैं तो इस गियर तार उत्पाद को कितना आवंटित करना है हमें उसके लिए कुछ आधार तलाशने होंगे पारंपरिक लागत प्रणाली पर आधारित गियर तार के लिए इकाई लागत और सकल मार्जिन प्रतिशत की निम्नानुसार गणना की जाती है तो आप देखते हैं कि यह सूचना यहां दी गई है और इस सूचना को आप समझ सकते हैं वर्तमान में हमने तैयार किया है जिसे आप लागत पत्रक कहते हैं उन्होंने पहले ही लागत पत्रक तैयार कर लिया है और यह लागत पत्रक कुल लागत प्रणाली या अवशोषण लागत प्रणाली का आधार है जहां वे सीधे कहते हैं कि सामग्री लागत कितनी है इस विशेष उत्पाद के लिए 5000 रु फर्म के सभी उत्पादों के लिए नहीं श्रम लागत 1000 रुपए प्रत्यक्ष श्रम लागत 1000 रुपए है तो प्रति इकाई सामग्री लागत 25 रु है और श्रम लागत प्रति इकाई 50 पैसे है ठीक है अप्रत्यक्ष विनिर्माण उपरिव्यय प्रत्यक्ष श्रम का 400 प्रतिशत है अतः यदि प्रति इकाई प्रत्यक्ष श्रम लागत 50 पैसे है तो उपरिव्यय लागत कितनी है वह 2 रु है और फिर आपकी कुल उपरिव्यय लागत की कुल राशि 4000 रु है तो उस स्थिति में कुल लागत क्या है कुल लागत 10000 रु है और प्रति इकाई लागत कितनी है वह 5 रु है तो इसका मतलब है क्योंकि वे कितनी इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं इस उत्पाद की २००० इकाइयाँ तो कुल लागत दोनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत १०००० रु होती है और आपकी प्रति इकाई लागत ५ रु है विक्रय मूल्य कितना है विक्रय मूल्य उन्हें दिया गया है आप देखिये जो ऊपरी भाग में दिया हुआ है विक्रय मूल्य उन्हें दिया हुआ है जो मारुति द्वारा प्रस्तावित है और मारुति कह रही है कि हमें आपसे अधिक इकाइयों की आवश्यकता है इसलिए आप उत्पादन का विस्तार कीजिये और हम इस उत्पाद को आपसे 7 रुपए 50 रुपए में खरीदेंगे हम आपसे यह उत्पाद 75 रु में खरीदेंगे अतः यदि फर्म कुल लागत या अवशोषण लागत प्रणाली के आधार पर इसकी लागत की गणना करता है तो यह कितना आता है 5 रु प्रति इकाई और मारुति द्वारा प्रस्तावित क्रय मूल्य 75 रु है और सकल मार्जिन क्या है सकल मार्जिन 2 रु 50 पैसे है और प्रतिशत के संदर्भ में प्रतिशत में विक्रय मूल्य लागत का 333 प्रतिशत है सही है यदि आप यहां गणना करते हैं तो यह सकल मार्जिन है यानि सकल मार्जिन 333 प्रतिशत है अतः कंपनी बहुत खुश है यह रिलायंस आनुषंगीक बहुत खुश है कि वे 5 रु में एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं और वे इस उत्पाद को एक ही बार में एक ही ग्राहक यानि मारुती उद्योग लिमिटेड को बेच सकते हैं और किसी भी अन्य क्रेता या अन्य कोई बाजार या कोई दूसरी जगह खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है अतः वे बहुत खुश हैं और वे सोच रहे हैं कि वे 2 रु और 50 पैसे का लाभ कमा रहे हैं अर्थात इस उत्पाद पर सकल मार्जिन 333 प्रतिशत है कुल लागत या अवशोषण लागत प्रणाली के आधार पर लागत पत्रक तैयार करते समय यह वर्तमान सूचना है अब हमें इस दोष का पता लगाना होगा कि क्या इस उत्पाद की 5 रु की लागत सही आंकी गई है अधिक आंकी गई है या कम आंकी गई है और एक बार जब आप उत्पाद की सही लागत जान लेते है यानि एबीसी लागू करने के बाद तब हम ये जान पाएंगे की उत्पाद का विक्रय मूल्य कितना निर्धारित करना चाहिए रिलायंस आनुषंगीक द्वारा निर्धारित करना चाहिए था अब यह परिच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है इस लागत पत्रक इस तालिका के बाद का परिच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है और अप्रत्यक्ष लागत की सभी सूचना उपरिव्यय लागत की सभी सूचना उपरिव्यय पूरे कारखाने के लिए 3300000 है सिर्फ इसी उत्पाद के लिए नहीं मैं कह रहा हूं कि यह 3300000 है कुल सूचना हमें दी गई है तो वे यहाँ क्या लिख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रबंधन ने अपनी पारंपरिक लागत प्रणाली बनाम गतिविधि आधारित लागत प्रणाली की प्रभावशीलता की जांच करने का निर्णय लिया कि क्या वे सही तरीके से अपने उत्पाद का मूल्यांकन कर रहे हैं सही लागत आँक रहे हैं या कहीं अधिलागत या कम लागत की कुछ समस्या तो नहीं हैं अलग अलग विभाग अलग अलग अनुपात में अप्रत्यक्ष उपरिव्यय का उपयोग करते पाए गए सही है विभिन्न विभाग अलग अलग अनुपात मे उस उपरिव्यय का उपभोग कर रहे थे उदाहरण के लिए जैसे गुणवत्ता नियंत्रण लागत कितनी है 800000 800000 गुणवत्ता प्रति वर्ष अर्थात यह सूचना प्रति वर्ष में है विभिन्न विभाग प्रति वर्ष अलग अलग अनुपात में अप्रत्यक्ष उपरिव्यय का उपभोग कर रहे थे सभी उत्पादों के लिए कुल गुणवत्ता नियंत्रण लागत 800000 रु है सिर्फ इस उत्पाद के लिए नहीं ठीक है यह कुल अप्रत्यक्ष उपरिव्यय है यानि ये 3300000 उत्पादन का समय निर्धारण 50000 रु है उत्पादन में बदलाव यानि व्यवस्था में परिवर्तन सभी उत्पादों के लिए 600000 रु है यह एक कारखाने स्तर की लागत है जहाजरानी 300000 रु है जहाजरानी प्रशासन 50000 रु है और उत्पादन श्रम लागत 150000 रु है तो एबीसी विश्लेषण करने वाली टीम ने पाया कि उत्पाद की सभी 2000 इकाइयाँ जिनसे यहाँ मतलब है यानि गियर वायर का विनिर्माण व्यवस्था में चार बार परिवर्तन करके और चार उत्पादन समयों में हुआ है मतलब व्यवस्था परिवर्तन 4 बार हुआ है और उत्पादन समय कितने हैं 4 उत्पादन समय हैं कुल उत्पादन को 10 कंटेनरों का उपयोग करके 5 लदानो में भेजा गया था और कुल मशीन घंटे की खपत केवल 15 थी कुल खपत किए गए घंटे केवल 15 थे फिर इसके बाद इस मामले में गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा इस उत्पाद के नकारे गए इकाईयों की संख्या केवल 120 थी यानि गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा नकारे गए गियर वायर के इकाईयों की संख्या जिस पर हम लाखों रु खर्च कर रहे हैं केवल 120 है इस पूरी आनुषंगीक का समग्र विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा नकारे गए इकाईयों की कुल संख्या 10000 हैं उनके सभी उत्पाद दोषपूर्ण उत्पाद कबाड़ उत्पाद 10000 पाए जाते हैं और इस उत्पाद के लिए यह सिर्फ 120 है इस इकाई द्वारा भेजे गए कंटेनरों की कुल संख्या 60000 थी उपयोग किए गए लादानो की संख्या 1000 थी और द्वारा कुल 10000 मशीन घंटे की खपत की गई तो यह आनुषंगीक के बारे में सूचना है और उत्पादन समय और व्यवस्था परिवर्तनो की संख्या 500 प्रत्येक थी यह सूचना हमें दी गई है और यह सूचना पहली सूचना यह है कि अप्रत्यक्ष लागत 3300000 का कुल विवरण हमें दिया हुआ है और कैसे 3300000 के अप्रत्यक्ष लागत को सभी उत्पादों के लिए उपयोग किया जा रहा है और इस सवाल के इस उत्पाद के लिए भी हमें दिया हुआ है तो अब इस सूचना के आधार पर हमें क्या करना है कि अब हमें जो जरुरी है उसका पता लगाना है उपरोक्त सूचना के आलोक में एबीसी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए इकाई लागत और सकल मार्जिन की गणना करते हुए एक अनुसूची तैयार करें तो कुल लागत या अवशोषण लागत दृष्टिकोण के अनुसार आपका लागत पत्रक पहले से ही तैयार है यानि लागत पत्रक ऊपरी हिस्से में है वह पहले से तैयार है और हमें पता चला है कि कुल लागत 5 रु और बिक्री मूल्य 75 रु है और सकल मार्जिन 333 प्रतिशत है अब इस मामले में हमें यह पता लगाना है कि पहला सबसे पहले हमें सभी चीजों को फिर से करना होगा और गतिविधि आधारित लागत प्रणाली का पालन करते हुए एक नया लागत पत्रक तैयार करना होगा दूसरी चीज़ एबीसी परिणामों पर आधारित है MUL द्वारा RA को दिए गए प्रस्ताव के संबंध में आप कौन सी कार्रवाई की संस्तुति करेंगे अर्थात क्या उन्हें 7 रु 50 पैसे प्रति इकाई की कीमत स्वीकार करना चाहिए या उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए या उन्हें कीमत में कुछ वृद्धि या कमी के लिए कहना चाहिए क्योंकि अगर लागत अलग है तो निश्चित रूप से कीमत अलग होनी चाहिए रिलायंस आनुषंगीक में ABC प्रणाली को लागू करने से जुड़े लाभों और लागतों को सूचीबद्ध करें सही है अब हमारा काम अब इस अनुसूची को तैयार करना है जो गतिविधि पर आधारित है एक विवरण हमारे पास पहले से है हमने लागत मूल्य की गणना पहले से ही कर ली है और अब हमें दूसरा विवरण तैयार करना है और फिर हमें एबीसी के तहत नई कीमत की गणना करनी है तो अब हम इसे करते हैं और समझते हैं कि दो अलग अलग लागत प्रणालियों या दृष्टिकोणों के बीच कुल लागत में क्या अंतर है तो अब हम एबीसी लागत पत्रक तैयार करेंगे तो की लागत पत्रक आप यहाँ लिख सकते हैं गतिविधि आधारित लागत प्रणाली के अंतर्गत रिलायंस अनुषंगी के लिए गियर वायर का लागत पत्रक या गतिविधि आधारित लागत प्रणाली के आधार पर गियर वायर का लागत पत्रक रिलायंस आनुषंगीक के लिए इसलिए हम एक नई लागत पत्रक तैयार कर रहे हैं हम एक नई लागत विश्लेषण कर रहे हैं तो गतिविधि आधारित लागत प्रणाली के अंतर्गत रिलायंस अनुषंगी के लिए गियर वायर का लागत पत्रक क्योकि पिछला लागत पत्रक आपके पास पहले से ही है और हमने लागत 5 रु निकाली है आइए देखें कि यहां वास्तविक लागत कितनी है हम इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे तो इस लागत की गणना के लिए हमें यहाँ कुछ शीर्षक लिखने होंगे और ये शीर्षक होंगे पहला गतिविधि दूसरा है आप इसे विभिन्न गतिविधियों की वार्षिक लागत कह सकते हैं फिर लागत निर्धारकों की संख्या है और फिर हमें प्रति निर्धारक लागत की गणना करनी होगी प्रति निर्धारक लागत का अर्थ है प्रति घंटे प्रति इकाई लागत तो जिसकी गणना हमें करनी है वह लागत निर्धारक है फिर लागत निर्धारकों की खपत है लागत निर्धारकों की खपत और फिर हमें अंत में हमें यहां कुल लागत की गणना करनी होगी तो उत्पाद यानि गियर वायर की कुल लागत इसलिए यहां गतिविधियां वार्षिक लागत लागत निर्धारकों की संख्या प्रति निर्धारक लागत और लागत निर्धारकों की खपत है और फिर यह कुल लागत तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष लागत के बारे में बात करेंगे जिसे हम यहाँ ले रहे हैं मैं यहां गतिविधियां नहीं ले रहा हूं लेकिन आप इसे गतिविधिया कह सकते हैं एक और चीज आप यहां जोड़ सकते हैं वह है लागत मदगतिविधियां अतः यहां दिया गया लागत मद क्या है सबसे पहले आप सामग्री लागत ले क्योंकि आपकी सामग्री लागत प्रत्यक्ष लागत श्रम लागत प्रत्यक्ष लागत है इन सभी चीजों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सीधे उत्पाद के समानुपातिक होतीं हैं तो पहले आप यहाँ लिखेंगे प्रत्यक्ष सामग्री लागत प्रत्यक्ष सामग्री लागत कितनी है यहां कुछ नहीं आएगा और अंत में यह राशि सीधे चली जाएगी यह राशि 5000 रु है ठीक है अब हम यहाँ प्रत्यक्ष श्रम लागत लिखते हैं प्रत्यक्ष श्रम लागत यहां है हमें कुछ भी नहीं दिखाना है और प्रत्यक्ष श्रम लागत कितनी है यह 1000 रु है अब हम अप्रत्यक्ष लागत को आवंटित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों की बात करेंगे जिसे पहले हम प्रत्यक्ष श्रम के 400 प्रतिशत के बराबर आवंटित कर रहे थे लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे इसलिए हमें विभिन्न गतिविधियों का पता लगाना होगा और पहली गतिविधि गुणवत्ता नियंत्रण है तो यहां गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कुल कितनी राशि की आवश्यकता है हमें दी गई लागत है यानि हमें दी गई लागत की कुल राशि कितनी है हमें इसकी जांच करनी होगी हमें जो लागत दी गई है वह करीब 800000 रू है तो यह लागत 800000 रु है हाँ कुल लागत 800000 रु है और वार्षिक लागत निर्धारक कितने उत्पादों की जाँच की गई है यानि हमने इस पर 10000 घंटे तक काम किया तो आप इसके बारे में बात करते हैं हमें यहां यह देखना होगा कि कितनी बार यानि अगर आप इसके बारे में बात करते हैं तो यह पाया गया कि गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा नकारे गए इकाईयों की कुल संख्या 10000 हैं अर्थात प्रति इकाई लागत की गणना करनी होगी सभी विभागों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण की जाँच होती है और इकाईयों की संख्या 10000 है और यदि आप यहाँ प्रति निर्धारक लागत की गणना करते हैं तो यह यहाँ 800000 भाग 10000 होता है तो यह कितना होता है 80 रु यह लागत 80 रु है और फिर हम अगले भाग में लागत निर्धारकों की खपत के बारे में बात करेंगे इस उद्देश्य के लिए कुल कितने उत्पादों को नकारा गया है इसके लिए नकारे गए उत्पाद 120 हैं सही हैं इसलिए हम यहाँ 120 नकारे गए उत्पाद लिखेंगे तो आपको 80 रु प्रति इकाई प्रति उत्पाद गुणा नकारे गए 120 उत्पाद को गुणा करके लागत निकालनी है तो यह राशि कितनी है यह राशि 9600 रुपए होती है यह राशि 9600 रु है तो इस उत्पाद के लिए प्रत्यक्ष सामग्री लागत 5000 रु है श्रम लागत 1000 रु है गुणवत्ता नियंत्रण लागत है पूरे फर्म के लिए कुल लागत 800000 रु है फिर निर्धारकों की संख्या 10000 है नकारे गए कुल उत्पादों की संख्या 10000 है लेकिन सभी उत्पादों को मिलाकर इसकी नहीं और प्रति निर्धारक लागत है प्रति नकारे गए उत्पाद की लागत 80 रु है और इस मामले में गियर वायर के लिए लागत निर्धारक की खपत केवल 120 उत्पादों को दोषपूर्ण पाया गया था तो उस नकारे गए उत्पाद की लागत कितनी है 120 गुणा 80 तो यह राशि 9600 आती है अगली चीज़ उत्पादन क्रम निर्धारण है अगली गतिविधि उत्पादन क्रम निर्धारण है यहाँ उत्पादन क्रम निर्धारण लागत कितनी है हमें दी गई कुल लागत 50000 रु है उत्पादन क्रम निर्धारण यह है तो कुल लागत 50000 रु है और इस मामले में कितना क्रम निर्धारण हुआ है आइए हम यहां क्रम निर्धारण की जांच करें वह 500 बार है तो हमें इस राशि के लिए कुल लागत की गणना करनी होगी यह हमें अंतिम पंक्ति में दिया हुआ उत्पादन क्रम निर्धारण और व्यवस्था परिवर्तन प्रत्येक के लिए 500 है यानि वह लागत कितनी है 500 तब उत्पादन क्रम निर्धारण 500 गुना है आपने यहाँ क्या लिखा है उत्पादन क्रम निर्धारण और व्यवस्था परिवर्तन प्रत्येक के लिए 500 है यानि यह लागत कितनी है हमें यहां यह लागत 50000 लेनी है 500 प्रति इकाई प्रति इकाई लागत क्या है 100 और फिर इस मामले में निर्धारकों की खपत 4 है उत्पादन क्रम निर्धारण का 4 गुणा किया गया है तो यह 4 है तो यह कुल राशि कितनी आती है इस मामले में कुल राशि 400 है यह राशि 400 होती है अब अगला व्यवस्था परिवर्तन है कुल व्यवस्था परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन यह है तो यहां हमें व्यवस्था परिवर्तन लागत क्या दी गई है यह 600000 है दी गई लागत 600000 है और उत्पादन धाव के आधार पर व्यवस्था परिवर्तन को कितनी बार बदला जाता है वे 500 हैं अतः प्रति व्यवस्था परिवर्तन लागत 1200 रु 1200 रु आ रही है तो इस मामले में 4 गुणा व्यवस्था परिवर्तन किया जा रहा है यानि यह कितना आता है 4800 रु 4800 रु होती है यह व्यवस्था परिवर्तन है तो हमने यह गणना की है अब हम लदान लागत के बारे में बात करते हैं लदान एक और गतिविधि है और लदान की कुल लागत हमें दी हुई है यदि आप लदान की कुल लागत की गणना करते हैं तो लदान की कुल लागत कितनी है यह 300000 है हमारे द्वारा यहां किए गए कुल लदान कितने हैं लदान किये गए पात्रों की सूचना दी हुई है उनकी संख्या 60000 है लदान वाले पात्र 60000 हैं अतः आपको इस 300000 को 60000 से विभाजित करना होगा तो यह राशि कितनी होती है 5 रु यह यहां लागत है 5 रु और हमारे द्वारा की गई लदानो की संख्या कितनी है कितने लदान हुए हैं 10 तो यह कितना होता है 50 रु यह 50 रु होता है ठीक है लदान के बाद अगली लागत क्या है लदान के बाद हमारे पास अगला नौभारण प्रशासन है तो अगर आप नौभारण प्रशासन की बात करते हैं तो यहां नौभारण प्रशासन की लागत क्या है नौभारण प्रशासन लदान लागत 50000 रु है यह लागत 50000 रु है और कितने लदान हैं कितने उत्पादों की लदाई हुई है 1000 सही है अर्थात प्रति निर्धारक लागत क्या है 50 रु यह लागत 50 रु है और कुल लदान कितने हैं 5 यहाँ लागत क्या है 250 250 रु और फिर उत्पादों का उत्पादन है या आप मशीनिंग उत्पादन या मशीनिंग कह सकते हैं जब आप मशीनिंग कर रहे हैं या आप उत्पादन करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहां लागत क्या है 1500000 उच्चतम लागत 1500000 है मशीनिंग या उत्पादन लागत 1500000 है यह उच्चतम संख्या है और कुल कितनी इकाइयाँ निर्मित हुई हैं कुल 10000 इकाइयाँ हैं सही है तो मशीनिंग 10000 है यह मशीन घंटे है मशीने 10000 घंटे तक चली है अर्थात यहाँ लागत निर्धारक 150 है लागत निर्धारक 150 है और प्रति निर्धारक लागत 15 रु है और यहां कुल लागत क्या है तो इस उत्पाद के लिए यह इतना आता है 2250 यह लागत 2250 होती है यानि यहाँ कुल लागत कितनी है यह कुल राशि कितनी होती है 300000 अर्थात हमें ध्यान रखना होगा हमें कुल लागत 800000 दिया गया था यह उत्पादन क्रम निर्धारण 50000 है फिर व्यवस्था लागत 600000 है और फिर लदान 300000 है फिर हमारे पास इस लदान की लागत है यह नौभारण प्रशासन 50000 रु है और उत्पादन मशीनिंग जो मशीन के घंटों पर निर्भर करता है अतः मशीनिंग लागत 1500000 है 15 और 8 23 23 और 6 29 29 और 3 32 है फिर 50 जोड़ 3 53 है अतः यह लागत 3300000 आती है पहले हम कितनी लागत को आवंटित कर रहे थे इस 3300000 को विभिन्न उत्पादों में जोड़ा जाता था जैसा कि ज्ञात है प्रत्यक्ष श्रम का चार गुणा लेकिन कुल लागत 3300000 है और इस मामले में आपको इस उत्पाद के लिए गणना करनी चाहिए पहला हिस्सा कितना होता है हमारे पास कुल सामग्री लागत 5000 है श्रम लागत 1000 है फिर अगला है गुणवत्ता इस उत्पाद के लिए गुणवत्ता नियंत्रण लागत 9600 है तत्पश्चात उत्पादन क्रम निर्धारण लागत 400 रु है फिर अगला मद व्यवस्था परिवर्तन लागत है 4800 रु और फिर लदान लागत 50 रु है और फिर नौभारण प्रशासन लागत 250 रु है और फिर उत्पाद का उत्पादन या मशीनिंग है जो हम उपयोग कर रहे हैं उसकी संख्या के अनुसार 2250 है यानि यदि अब यहां आप अप्रत्यक्ष उपरिव्याय के कुल आवंटन की गणना करते हैं अतः इस 1 विशेष उत्पाद के लिए 3300000 रु में से जो उपरिव्याय आवंटित किया जाना है यदि आप इसका योग करते हैं तो यह कितना होता है 17350 यह कुल लागत अप्रत्यक्ष लागत है तो अब आप आसानी से पता कर सकते हैं कि प्रत्यक्ष लागत क्या है ये 3 लागतें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं ये पहली लागत है यह दूसरी लागत है और यह एक और लागत है ये 3 लागतें अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं इसलिए हमने यहां देखा कि कुल लागत जो होती है वह कितनी है यह कहीं से अधिक नहीं होगा या आप कह सकते हैं कि लागत 17 और 22 है और 23 23350 रु कुल लागत है कुल लागत इस उत्पाद के विनिर्माण के लिए कुल लागत जो मैं यहाँ लूँगा वह कितना है 23000 मैं अभी सभी स्तंभों को नहीं तैयार कर रहा हूं सिर्फ अंतिम स्तम्भ तैयार कर रहा हूं यह 23350 है यह कुल लागत है अब हमें यह देखना है कि हमने यहाँ कितनी इकाइयाँ निर्मित की हैं हमारे द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या कितनी हैं 2000 इसलिए आप अब कुल लागत परन्तु प्रति इकाई की गणना कर सकते हैं यदि आप प्रति इकाई कुल लागत की गणना करते हैं तब यह कितना होता है प्रति इकाई कुल लागत कितनी है प्रति इकाई कुल लागत है आप इस संख्या 23350 को 2000 से विभाजित कर रहे हैं तो यह कितना होगा यदि आप इस लागत की गणना करते हैं तो यह 11675 रु आता है यह लागत है 11675 तो यह वास्तविक लागत है सही है यह वास्तविक लागत है कुल लागत प्रणाली के अनुसार लागत क्या थी यदि आप कुल लागत या अवशोषण लागत प्रणाली के अनुसार करते तो लागत कितनी थी 5 रु सही है लागत में कितना अंतर है 6675 6675 यह एबीसी है यह एबीसी है यानि 6675 गतिविधि आधारित लागत है अर्थात गतिविधि आधारित लागत की मदद से हम इस अंतर को निकाल रहे हैं 6675 रु जब आप इसे निकाल रहे हैं अन्यथा यह लागत कितनी आ रही थी 5 रु अर्थात अब समस्या क्या है अब समस्या कहां है मारुति द्वारा प्रस्तावित विक्रय मूल्य कितना है मारुति द्वारा प्रस्तावित विक्रय मूल्य यहाँ अगर आप सोचते हैं कि वे कितनी कीमत दे रहे थे वे कुल कीमत जो दे रहे थे उस अंतर की गणना हमने पहले ही कर ली है 6675 और कंपनी द्वारा प्रस्तावित कीमत कितनी है 75 मारुति द्वारा प्रस्तावित कीमत कितनी है यह 75 रु है सही है तो कोई भी उत्पाद जिसकी लागत हमें कितनी पड़ रही है 11675 इसलिए इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितना अंतर हैं कीमत में अंतर यदि आप मूल्य में इस अंतर की गणना करते हैं तब आप समझ पाएंगे यदि आप निकालते हैं तो अब मूल्य में कितना अंतर है हम कीमत में अंतर लेंगे यहाँ हमारे द्वारा लिया गया कुल अंतर कितना है कुल लागत 11675 है इसलिए प्रति इकाई कुल लागत कितना है यह 11675 है सही है और मारुति द्वारा प्रस्तावित विक्रय मूल्य कितना है इस कंपनी द्वारा प्रस्तावित विक्रय मूल्य है यानि मारुती की क्रय मूल्य कितनी है उन्होंने 75 का प्रस्ताव दिया है सही है तो यहाँ कुल अंतर कितना है यदि आप सकल मार्जिनहानि की गणना करते हैं तो यह राशि कितनी होती है यह 4175 रूपए है और सकल मार्जिन प्रतिशतहानि प्रतिशत जो आप यहां लेते हैं यह कितना आता है यदि आप इसकी प्रतिशत के रूप में गणना करते हैं तो यह 5570 प्रतिशत है इसलिए अब हमें यह पता चलता है कि क्रेता द्वारा कंपनी द्वारा प्रस्तावित कीमत 7500 है और यहाँ हमने जिस कुल लागत की गणना की है वह 11675 प्रतिशत है तो आप समझ सकते हैं कि दोनों लागत प्रणालियों में क्या अंतर है है ना पिछली लागत प्रणाली कह रही है कि हमारी उत्पादन लागत 5 रु है है ना और हम उत्पाद को 75 रु में बेच रहे है तो इसका मतलब है कि हम बहुत खुश हैं लेकिन जब हमने पूरी चीज़ को फिर से किया तो हम देखते हैं कि इस उत्पाद गियर तारों के लिए यह लागत 11675 रु आती है तो आप अंतर समझ सकते हैं तो यह अंतर क्यों आया है और कैसे यह अंतर कंपनी की समग्र लागत प्रणाली में गंभीर समस्या पैदा करने वाला है और इसे कैसे ठीक किया जाए इसके बारे में मैं आपसे अगली कक्षा में चर्चा करूंगा